पिछले व्याख्यान में हमने आवर्त पोटेंसियल में गतिमान कणों पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी इसका मतलब है कि कण एक ऐसी पोटेंसियल में घूम रहे हैं जो आवधिकता a के साथ आवधिक है और हमने खुद को एक डाइमेंशनल मामलों पर चर्चा करने के लिए सीमित कर दिया है और हमने इन मामलों में चर्चा की थी कि तरंग फ़ंक्शन बलोच के प्रमेय को संतुष्ट करता है जो कहता है कि एक तरंग फ़ंक्शन ψ और मैं इसे k द्वारा लेबल करूंगा जिसका रूप eikxukx है जहां ukx भी आवधिक फ़ंक्शन है पोटेंसियल के समान आवधिकता यह भी एक अलग तरीके से यह लिखकर व्यक्त किया जाता है कि kxa हमेशा eikak होता है और तीसरा रूप जिसे हमने लिखा था वह यह था कि k को nCneikGnx के रूप में लिखा जा सकता है जहां Gn n2πa है तो ये तीन अलग अलग रूप हैं जिनमें यह तरंग फ़ंक्शन आता है और इसका क्या अर्थ है इस तरह एक तरंग फ़ंक्शन होने के परिणाम क्या हैं तो क्या होता है मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर उदाहरणों के माध्यम से इसे दिखाऊंगा मान लीजिए मेरे पास एक पोटेंसियल है जो स्थिर है इस मामले में क्या होता है कि तरंग फ़ंक्शन kxeikx यहां कुछ सामान्यीकरण के साथ और कणों की ऊर्जा E को 2k22m के रूप में दिया जाता है इसलिए अगर मैं ऊर्जा बनाम k E बनाम k की प्लाट रचता हूं तो यह यहां एक पैराबोला की तरह दिखेगा यह 2k22m है अगर मैं अब इस आवधिक पोटेंसियल का परिचय देता हूं और मुझे इसे a के नियमित अंतराल पर धक्कों की तरह पेश करने देता हूं तो तरंग फ़ंक्शन बलोच के तरंग फ़ंक्शन का रूप ले लेता है और मैं खुद को k बराबर πa से πa के बीच सीमित करने वाली ऊर्जा का वर्णन कर सकता हूं अब क्या होता है जब आप तरंग फ़ंक्शन के इस विशेष रूप के कारण इस पोटेंसियल का परिचय देते हैं तो ऊर्जा आरेख शुरू में पैराबोला की तरह हो जाता है और फिर यह πa के पास बदल जाता है और यह वैसा ही हो जाता है जैसा मैंने नीले रंग के माध्यम से दिखाया है और इसके बाद फिर से एक बदलाव होता है तो ऊर्जा की एक श्रृंखला है जिसे अब मैं ब्लैक आउट कर दूंगा जहां कोई अवस्था नहीं है वहां कोई अवस्था नहीं है जो कि इस वर्ष है तो आपको जो मिलता है वह ऊर्जा का एक बैंड होता है 0 से लेकर इस बैंड तक की ऊर्जा इस बैंड में होती है और फिर एक गैप होता है और फिर ऊर्जा फिर से अगले बैंड में होती है और जिस तरह से आप इसे दिखाते हैं वह यह है कि हमने कहा कि k के भीतर सभी k का जोड़ g r समतुल्य है इसलिए मैं इस बैंड को यहां स्थानांतरित करता हूं और इसे अंदर लाता हूं तो हमने जो शुरू किया वह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस के लिए ऊर्जा आरेख था जो 2k22m था और फिर जब हमने उस आवधिक पोटेंसियल को पेश किया तो मैं अब खुद को πa से πa के बीच सीमित कर सकता हूं ऊर्जा इस बैंड में गिर गई ऊर्जा का अगला स्तर इस प्रकार है लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम हमेशा k को वापस इस ज़ोन ब्रिलॉइन ज़ोन में ला सकते हैं और अगला बैंड तब कुछ इस तरह दिखाई देगा तो मैं इस हिस्से को यहां मिटा दूंगा इस लाइन को ऊपर उठाऊंगा तो प्रत्येक k के लिए ऊर्जाओं का एक बैंड होता है और फिर अगला बैंड और फिर अगला बैंड वगैरह तो यह तब होता है जब मैं इस मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस को विक्षुब्ध करता हूं तो ये गैप हैं जो खुलते हैं जो मैंने इस काले हिस्से से दिखाया है जहां कोई अवस्था मौजूद नहीं है इन ऊर्जाओं को कण द्वारा नहीं लिया जा सकता है और कण इस बैंड में कोई ऊर्जा ले सकता है पहला बैंड दूसरा बैंड और इसी तरह आप पूछ सकते हैं कि मैंने मुक्त कणों से क्यों शुरुआत की मैं परमाणुओं से शुरू कर सकता था उदाहरण के लिए यदि मेरे पास नियमित अंतराल पर सियरिंग जैसे परमाणु हैं तो मुझे पता है कि प्रत्येक परमाणु में एक निश्चित वैल्यू पर ऊर्जा होती है उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए यह 136 eV होगा प्रत्येक परमाणु में यह होता है तो बैंड कहाँ से आ रहा है या बलोच समीकरण क्या करता है अब क्या होगा अगर मैं ऊर्जा की साजिश रचूंगा तो मैं फिर से इस चित्र को E बनाम k बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये ऊर्जा अब विभाजित होकर एक बैंड बनाने जा रही है तो अब क्या होता है अब मुझे करने दें क्योंकि ऊर्जा नेगेटिव है E बराबर E से शुरू होती है 0 यहाँ और यह k है यह k E 0 यहाँ है आप क्या देखेंगे कि k के संबंध में ये सभी ऊर्जा स्तर अब फिर से एक बैंड बनाते हैं और यह ऊर्जा नेगेटिव होने वाली है तो यह 136 नहीं है बल्कि यह इस बैंड के ऊपर है जिसे 136 के आसपास फैलाया जा सकता है उदाहरण के लिए मान लें कि इसे 17 eV से 10 eV तक कहा जा सकता है तो यह सात इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक बैंड है जो सभी ऊर्जा स्तरों का निर्माण करता है जो इसमें गिरने वाले थे तो यहाँ एक ऊर्जा स्तर है यहाँ ऊर्जा स्तर है यहाँ ऊर्जा स्तर k के एक फ़ंक्शन के रूप में है ध्यान दें कि बलोच के प्रमेय ने कहा कि तरंग फ़ंक्शन k पर निर्भर करता है जो एक क्वांटम संख्या है जो अवस्था को निर्दिष्ट करती है यह एक अच्छी क्वांटम संख्या भी है क्योंकि एक सिमिट्री है जो उस सिमिट्री के साथ शामिल है लेकिन यह नहीं कहा कि ऊर्जा को पॉजिटिव होना चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन मामले में जब मैं उन्हें नियमित पोटेंसियल से परेशान करता हूं तो पैराबोला टूट जाता है ऐसे मामले में जहां परमाणु होते हैं वहां मौजूद सभी ऊर्जा स्तर 136 पर अलग हो जाते हैं वे एक बैंड बनाते हैं और फिर अगले निर्वासन अवस्था ऊर्जा द्वारा गठित अगला बैंड हो सकता है और इसी तरह तो जो होता है वह एक रूप है ऊर्जा एक बैंड के रूप में होती है और उनके परिणाम होते हैं तो अब मैं आपको क्रोनिग पेनी मॉडल नामक एक मॉडल के माध्यम से इस बैंड के गठन को दिखाता हूं इस मामले में हम जो विचार करते हैं वह यह है कि पोटेंसियल इन बाधाओं का एक संग्रह है मैं पहले जो दिखाना चाहता हूं वह यह है कि इससे बैंड बनते हैं तो मान लीजिए कि यह दूरी a है और बैरियर चौड़ाई b का है ऊंचाई V है और यहां नीचे V 0 है मुझे पता है कि तरंग फ़ंक्शन बलोच रूप का है इस बिंदु पर संभावित रूप से मैं x के रूप में लेने जा रहा हूं यहां हरे रंग द्वारा दिखाया गया बिंदु x बराबर a प्लस b है और फिर पोटेंसियल खुद को दोहराता है अत पोटेंसियल का आवर्तकाल a b है मैं प्रत्येक k के लिए ऊर्जा की गणना कैसे करूं अब पहले के मामलों में ऊर्जा पर याद करें आइगेन वैल्यू बॉउंड्री कंडीशंस द्वारा निर्धारित किया जाता है तो इस मामले में भी हम बॉउंड्री कंडीशन लागू करने जा रहे हैं हमारी बॉउंड्री कंडीशन बलोच के प्रमेय द्वारा प्रदान की जा रही है तो हम क्या कहने जा रहे हैं की उस तरंग फ़ंक्शन kab के रूप में eikabk के बराबर होने जा रहा है और इससे ऊर्जा आइगेन वैल्यू की ओर बढ़ना चाहिए जैसा कि मैं अब दिखाने जा रहा हूं हम यह मानने जा रहे हैं कि ऊर्जा V के नीचे है तो मुझे इसे फिर से बनाने दें पोटेंसियल दिखती है जो मैं अब आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जिसमें चौड़ाई a यहां है और b यहां बाईं ओर x 0 है यह बिंदु x a b ऊंचाई V है और हम यह मानने जा रहे हैं कि हम जिन सभी ऊर्जाओं पर विचार कर रहे हैं वे V के नीचे हैं इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि E V से नीचे है यदि E V से बड़ा है तो आप फिर से उसी स्थिति को ठीक कर सकते हैं लेकिन अभी मैं केवल एक विशेष उदाहरण ले रहा हूं तो अब तरंग फ़ंक्शन 0≤x≤a श्रोडिंगर इक्वेशन 22md2dxVEψ द्वारा निर्धारित किया जाता है तो E 0 या E V लेकिन 0 से भी बड़ा है तो मुझे x 0 के बीच और a के बराबर AeiαxBe iαx मिलता है जहां α √ है 0 से बड़ा है तो कोई समस्या नहीं है यह ऐसा ही है अब क्षेत्र x के लिए a और b तरंग फ़ंक्शन के बीच श्रोडिंगर इक्वेशन 22md2dxVEψ द्वारा दिया जाता है और हम उस मामले को ले रहे हैं जहां E V अगर E V से बड़ा है तो आपको केवल हाइपरबॉलिक फ़ंक्शन से थोड़ा सा बदलाव करना है जिसे आप त्रिकोणमितीय फ़ंक्शन प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन यह एक मामूली मामला है इसलिए मैं इसे 2m2E Vψ0 के रूप में लिख सकता हूं और चूंकि E V मुझे समाधान xCeβxDe βx मिलता है जहां β √2m2 है तो यह ध्यान रखें कि α और β इस तरह दिए गए हैं तो अब मेरे पास यह है कि मैं फिर से इस पोटेंसियल का यह चित्र बनाऊंगा x 0 यहाँ x a b यह a है मेरे पास यह है कि तरंग फ़ंक्शन 0 और a के बीच AeiαxBe iαx है और a और a b के बीच x के बराबर CeβxDe βx है अब बॉउंड्री कंडीशन मेरे पास अब अज्ञात है A B C और D और स्वयं ऊर्जा अब हम बॉउंड्री कंडीशन लागू करते हैं हम पाते हैं कि x a पर निरंतर होना चाहिए पिछली स्लाइड पर बस एक सुधार मैंने a और b के बीच x लिखा था जो सही नहीं था यह वास्तव में a और a b के बीच है यह सही होना चाहिए मैंने इसे यहां पढ़कर ठीक किया है तो अब यह बॉउंड्री कंडीशन मुझे बताती है कि AeiαaBe iαaCeβaDe βa जिसे मैं eiαaAe iαaB Ceβa e βaD0 के रूप में लिख सकता हूं यह मेरा समीकरण 1 है मुझे यह भी पता है कि ψ निरंतर है और यह मुझे तुरंत iαeiαaA iαe iαB βCeβaβe βaD0 देता है यह मेरा समीकरण 2 है मेरे पास यहाँ एक a होना चाहिए तो मुझे दो समीकरण मिले हैं फिर भी चार अज्ञात हैं अन्य दो समीकरण बलोच के प्रमेय द्वारा प्रदान किए गए हैं जो कहते हैं कि ab eikabψ के बराबर होना चाहिए और ψ मुझे पता है AB और ψab कुछ और नहीं बल्कि CeβabDe βab है तो मुझे यहाँ से समीकरण मिलता है कि eikabAeikabB eabC e βabD0 वह मेरा समीकरण संख्या 3 है और अंत में समीकरण संख्या 4 चूंकि निरंतर है ab पर भी निरंतर है ψ भी x ab पर निरंतर है तो मेरे पास abeikabψ होगा जो मुझे eikabiα देता है और बाईं ओर मुझे eabC βe βabD इसके बराबर होने वाला है तो यह समीकरण अब iαeikabA iαeikabB βeabCβe βabD0 बन जाता है यह मेरा प्रश्न संख्या 4 है मैं इस समीकरण को पुन पेश नहीं करने जा रहा हूं लेकिन अगले पृष्ठ पर मैं जो सही करूंगा वह यह है कि मैंने जो पाया है वह समीकरण है कुछ गुणांक बार A प्लस कुछ गुणांक बार B प्लस कुछ गुणांक बार C साथ ही कुछ गुणांक बार D 0 के बराबर होता है और मेरे पास A B C और D के गैर शून्य समाधान के लिए इस तरह के 4 समीकरण हैं क्या होना चाहिए अब क्योंकि दाहिने हाथ की ओर 0 है इन गुणांकों के निर्धारक 0 होना चाहिए निर्धारक वह है जो हमने पहले लिखा था eiαa e iαa eβa e βa और वे सभी गुणांक तो आप समीकरण में हैं जब आप इस निर्धारक को रखते हैं तो आप समीकरण में होते हैं जो α β और इसी तरह से संबंधित होता है और इस समीकरण की संतुष्टि किसी दिए गए k के लिए E के कुछ मानों के लिए होगी जहां दिया गया k k कहां से आता है यह इन समीकरणों में भी है तो आपको जो मिलता है वह यह है कि आपके पास यह समीकरण है जिसमें α β k शामिल है एक फ़ंक्शन 0 के बराबर है तो आप कंप्यूटर से पूछते हैं कि अब आप दिए गए k के लिए E के मानों को स्कैन करते हैं है ना इसलिए मैं फिर से अपने आप को रोक दूंगा क्योंकि मैं बलोच के प्रमेय द्वारा k के बीच a और a के बीच ऐसा कर सकता हूं और कंप्यूटर से इस फ़ंक्शन को किसी दिए गए मामलों के लिए E के विभिन्न मानों के लिए 0 के बराबर होने के लिए कह सकता हूं तो मान लीजिए कि मैं इसे k बराबर 0 के लिए करता हूं मुझे यहां कुछ वैल्यू मिलेगा एक वैल्यू यहां एक वैल्यू यहां एक वैल्यू यहां एक वैल्यू मैं इसे दूसरे k के लिए करता हूं या तो यहां एक वैल्यू और आपको यहां एक वैल्यू मिलता है मुझे यहां एक वैल्यू मिलेगा मुझे यहां एक वैल्यू मिलेगा और इसी तरह इसे अगले k के लिए करें मुझे यहां एक और वैल्यू मिलेगा यहां एक और वैल्यू मैं इसे केवल 2 बैंड के लिए करता हूं जो मैं दूसरी तरफ सीमेट्रिकली रूप से कर सकता हूं और अंत में जब मैं इन बिंदुओं को जोड़ता हूं तो मुझे इस तरह का एक वक्र मिलने वाला है जो कि प्रत्येक k के लिए ऊर्जा बैंड के अलावा और कुछ नहीं है लेकिन वे बैंड बनाते हैं जो वे प्रत्येक k के लिए लगातार बदलते रहते हैं क्योंकि k निरंतर है और आपको ये बैंड मिलते हैं इस तरह बैंड बनते हैं हम इसे अगले व्याख्यान में और अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं जब मैं इस क्रोनिग पेनी मॉडल का सरलीकृत संस्करण करता हूं इसलिए इस व्याख्यान को समाप्त करने के लिए हमने क्रोनिग पेनी मॉडल पेश किया है तो इस व्याख्यान को समाप्त करने के लिए हमने क्रोनिग पेनी मॉडल पेश किया है यह देखने के लिए कि आवधिक पोटेंसियल में E कैसे दिया जाता है है ना E के लिए समीकरण बॉउंड्री कंडीशंस और बलोच के प्रमेय की संतुष्टि से उत्पन्न होता है नंबर 3 दिया गया एक k मान E को गुणांक के निर्धारक बनाकर निर्धारित किया जाता है और बेहतर शब्द की कमी के लिए मैं सिर्फ A B C D 0 लिखूंगा अगले व्याख्यान में मैं इसका एक सरलीकृत संस्करण करने जा रहा हूं और दिखाऊंगा कि इन बैंड्स को कैसे उत्पन्न होना चाहिए